इसलिए Vb Vc Ib Ic Zf 3 Zf Ia0 तो इस स्थिति में मैं इसे 3 Zf Ia0 लिख रहा हूं अगर आप यहां देखें तो यह Ib Ic 3Ia0 है मैं इसे दाईं तरफ लिख रहा हूं Ia1 Ia2 Ia0 131 2 1 2 1 1 1 Ia Ib Ic यह हमें पता है यहां Ia 0 है और यह Ib है तथा यह Ic है क्योंकि यह डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है और यह फेज b तथा फेज c के बीच हुआ है इसलिए Ia 0 है तो अगर आप यहां Ia 0 रखेंगे तब यह Ia0 13 Ib Ic हो जाएगा अर्थात Ib Ic 3Ia0 है इसका मतलब Ib Ic को 3Ia0 से प्रति स्थापित किया गया है इसलिए Vb Vc 3 Zf Ia0 है अब हमें वोल्टेज का सिमिट्रिकल कंपोनेंट दिया हुआ है जो Va1 Va2 Va0 131 2 1 2 1 1 1 Va Vb Vc और यह आपका Va Vb और Vc है तथा Vc Vb है यहां मैं Vb Vc लिख रहा हूं यह समीकरण 32 है अब समीकरण 32 से आप लिख सकते हैं Va1 बराबर Va β Vb β2 Vb क्योंकि Vb Vc है अगर आप Va2 को लिखें तो यह भी 13 Va β2 Vb β Vb है इसका मतलब β2 β दोनों समीकरण में कॉमन है इसका मतलब हम सीधे लिख सकते हैं Va1 Va2 13 Va β2 β Vb यह समीकरण 33 है इसलिए अंत में Va0 Va Vb Vc Vb होगा अर्थात Va0 13 Va 2 Vb यह समीकरण 34 है इसलिए समीकरण 30 और 34 का उपयोग करने पर मतलब समीकरण 34 में से 30 को घटाने पर अगर आप घटाएंगे तब हम Va0 Va1 प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए समीकरण 33 को 34 में से घटाने पर अगर आप ऐसा करते हैं तब Va0 Va1 13 2 β β2 Vb प्राप्त होगा अब आप एक जोड़ें तथा एक घटाएं तथा फिर को कॉमन कर ले तो यह 1 β β2 गुने Vb प्राप्त होगा तो हम यह जानते हैं कि यह 1 β β2 0 होता है और सिमिट्रिकल कंपोनेंट के दौरान हमने यह बताया था इसलिए यहां 0 रखें इसका मतलब Va0 Va1 3 है जिसके कारण 3 13 Vb यानी Va0 Va1 वास्तव में Vb के बराबर है और Vb Vc है इसलिए Va0 Va1 3 Zf Ia0 है क्योंकि Vb 3 Zf Ia0 के बराबर है आपके लिए दाएं तरफ सारे अभ्यास को किया गया है तो इस स्थिति में आपका Va0 Va1 3 Zf Ia0 है और यह समीकरण 35 है अर्थात समीकरण के 35 और 30 से हम सीक्वेंस नेटवर्क के कनेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं जैसा की चित्र 6 में दिखाया है तो समीकरण 33 से यह वास्तव में Va1 Va2 है फिर समीकरण 35 से मैंने दाएं तरफ Va0 Va1 3 Zf Ia0लिखा है और समीकरण 30 से वास्तव में मैं समीकरणों को फिर से लिख रहा हूं और यह दिया हुआ है कि Ia1 Ia2 Ia0 0 है मतलब यह तीन समीकरण दिया हुआ है और आपको सीक्वेंस नेटवर्क ड्रा करना है यह मानते हुए कि फॉल्ट हुआ है उदाहरण के लिए यह सभी पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस संबंध हैं और आप सर्किट बनाएं इसलिए समीकरण 33 से Va1 Va2 है यानी पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को शायद समानांतर में जोड़ना होगा तथा दूसरी बात यह है कि Ia1 Ia2 Ia0 0 है तथा यह कंडीशन को आपको संतुष्ट करना है तथा Va0 बराबर Va1 3Zf है तो काला वाला पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है यहां Ea Z1 Ia1 है यह मेरा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है जहां Z2है फिर से मैंने काली स्याही का उपयोग किया है और यह जीरो सीक्वेंस Z0 है तथा पहली बात यह है कि Va1 Va2 है तथा अन्य सभी कनेक्शन से Ia1 Ia2 Ia0 0 है तो इस स्थिति में Va0 जीरो सीक्वेंस का है यह नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क का है यह Ia2 यहां आ रहा है और जीरो सीक्वेंस से यह Ia0 आ रहा है तथा पॉजिटिव सीक्वेंस से Ia1 आ रही है मतलब इस बिंदु पर Ia1 Ia2 Ia0 आ रही है इसलिए KCL लगाने पर Ia1 Ia2 Ia0 0 प्राप्त होगा उसी प्रकार से यह आपका प्लस कनेक्शन है इसी प्रकार से यहां आप को पहले बाहर जाने वाली धारा को देखना है और फिर उसे जोड़ना है लेकिन प्रश्न यह है कि Va0 Va1 3 Zf Ia0 है इसका मतलब यह धारा Ia0 फॉल्ट में जा रही है तथा कुल फॉल्ट इंपीडेंस 3 Zf है तो यह टर्मिनल को छोड़ रहा है लेकिन यह 3 Zf Ia0 होगा क्योंकि यहां Va0 Va1 3 Zf Ia0 है इसलिए यह 3 Zf यहां आएगा और यहां भी यह धारा Ia2 का रास्ता है इसलिए यहां से Ia2 भी निकलेगी तथा यह धारा Ia1 का रास्ता है इसलिए यहां से Ia1 भी निकलेगी लेकिन यहां 3 Zf आएगा यदि Zf 0 होगा तो यह पहले के जैसा हो जाएगा केवल एक धारा आ रही है और सभी धारा जा रही है इसलिए Va1 Va2 क्योंकि अगर आप KVL लगाओगे तो यह आपका प्लस Va2 और यह Va1 0आएगा और यह ऐसा जाएगा इसलिए Va1 Va2 होगा और अगर आप Va0 Va1 3 Zf Ia0 प्राप्त करने का कोशिश करते हैं तो इस स्थिति में इस लुप में KVL लगाने पर यह प्लस Va0 फिर माइनस Ia0 3Zf और फिर Va1 0 इसका मतलब Va0Va1 3Zf Ia0 और इस बिंदु पर Ia1 Ia2 Ia0 0 तो यह डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का तुल्य सर्किट डायग्राम है तो आपको अपने सहज बोध से सही सर्किट कनेक्शन बनाना है तो इस कंडीशन से विभिन्न प्रकार के फॉल्ट होंगे और उसी के अनुसार आपको कनेक्शन बनाना है यह डायग्राम दिया हुआ है लेकिन मैं हमेशा पहले पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस को बनाता हूं और फिर समीकरण के अनुसार नेटवर्क को जोड़ता हूं इसलिए इस प्रकार यह डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का सीक्वेंस नेटवर्क कनेक्शन है मैं उम्मीद करता हूं आप इतना समझ चुके होंगे अब यह सर्किट का आप तुल्य परिपथ बनाते हैं मैंने चित्र में दिखाया है यह Ea है और यह Z1 है तो यह धारा Ia1 जा रही है और यह Z2 है क्योंकि सभी धारा का योग 0 है तो यह Z2 है और यह Ia0 है तथा यह Z2 और 3 Zf सीरीज में है इसका मतलब नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस समानांतर है लेकिन यहां Z0 3 Zf समानांतर है इसका मतलब नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस समानांतर है और यहां से यहां यह समानांतर है इसलिए इनका तुल्य Z2Z03ZfZ2Z03Zf होगा इसका मतलब यह समीकरण मैंने लिखा है जो Va0 Va2 3 Zf Ia0 है और पहले हमने Va1 Va2 बनाया था इस कारण से Va0 के बदले Va1 हम Va2 3 Zf Ia0 भी लिख सकते हैं इसका मतलब यह यह बताता है कि आपका नेगेटिव सीक्वेंस तथा जीरो सीक्वेंस समानांतर है लेकिन यहां फेज इंपीडेंस भी होगा ही होगा अगर Zf 0 है तब 3Zf वाला पद यहां नहीं होगा इसलिए यहां समीकरण 33 को प्रस्तुत कर रहा है इसका मतलब Ia1 Ea Z1 Z2Z03ZfZ2Z03Zf यह समीकरण 36 है इसी प्रकार अगर आप इस लूप में KVL लगाएंगे यह सबसे आसान सर्किट में से एक है जिसके तुल्य रूप को ड्रॉ किया गया है तो यह Z1 Ia1 Z2 Ia2 - Ea 0 प्राप्त होगा इसका मतलब मैं यहां इस सर्किट से लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सके यानी Z1 Ia1 Z2 Ia2 - Ea 0 सरलीकरण के बाद Ia2 यह समीकरण 37 है इसी प्रकार अगर आप फिर से इस सर्किट में इसे दूसरे वाले में KVL लगाने पर Z1 Ia1 Z03Zf Ia0 Ea 0प्राप्त होगा और सरलीकरण के बाद Ia0 Ea Z1 Ia1Z03Zf प्राप्त होगा यह समीकरण 38 है तो इस प्रकार आपको इसे हल करना है जब आपको आंकड़े दिए हुए हो और इनको प्रश्न के माध्यम से कैसे हल करना है वह हम देखेंगे लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा जब आप प्रश्न को हल कर रहे होंगे तब आप खासकर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट पर ध्यान दें यहां थोड़ा जटिल तथा लंबा है लेकिन मैं कुछ उदाहरण लूंगा और बताऊंगा कि इसे कैसे हल किया जाता है इसका मतलब अब तक हमने लाइन टू लाइन फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ा है और फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ा है और उनके सभी व्यंजको को देखा है उम्मीद करता हूं आप इसे समझ चुके होंगे तो विभिन्न प्रकार के फॉल्ट के लिए आपको समीकरण उत्पन्न करना होगा और उसके अनुसार सीक्वेंस नेटवर्क को ड्रॉ करना होगा अब अगला ओपन कंडक्टर फॉल्ट है यह बहुत ही दुर्लभ है लेकिन मान लीजिए कि एक कंडक्टर टूट गया ओपन कंडक्टर का मतलब टूटा कंडक्टर है यह चित्र 7 है इसमें आपके पास फेज a फेज b फेज c है और इसके माध्यम से धारा Ia Ib Ic का वहन हो रहा है लेकिन अचानक से फेज a में कंडक्टर खुला है तो हम लोग F F1 फिर b b1 फिर c c1 बना रहे हैं तो एक कंडक्टर खुला हुआ है तो इस स्थिति में चुकी यह नहीं टूटा है इसलिए b और b1 बिंदु और c c1 कॉमन होंगे तो फेज b और फेज c में कोई भी टूटे हुए भाग नहीं है इसलिए Vbb1Vcc10 यह समीकरण 39 है और चुकी फेज a का कंडक्टर खुला है इसलिए Ia 0 होगा इसलिए Ia 0 बाउंड्री कंडीशन अब यह वाला अगर आप इसे सिमिट्रिकल कंपोनेंट में रखें तो हम इसे इस पद में लिख सकते हैं Vaa11 पॉजिटिव सीक्वेंस Vaa12 नेगेटिव सीक्वेंस Vaa10 जीरो सीक्वेंस है क्योंकि हम वोल्टेज Vaa1 ले रहे हैं इसलिए Vaa1 Vaa11 Vaa12 Vaa10 इसका मतलब यह 13 1 β β2 1 β2 β 1 1 1 Vaa1 Vbb1 Vcc1के बराबर है अब Va1 Va2 Va0 यह मैट्रिक्स Va Vb Vc और यहां भी ओपन कंडक्टर के कारण Vbb1Vcc1 0 है क्योंकि इसके कारण यह दोनों समीकरण 39 से 0 है इस प्रकार हम लिख सकते हैं Vaa11 Vaa12 Vaa10 13 Vaa1 यह समीकरण 41 है कारण बहुत ही आसान है क्योंकि Vaa11 13 Vaa1 Vaa12 13 Vaa1 और Vaa10 13 Vaa1 क्योंकि यह दोनों 0 है इसलिए यह सब बराबर है जो यह बताता है कि यह सभी समानांतर कनेक्शन में है और Ia1 Ia2 Ia0 0 क्योंकि फेज a के कंडक्टर खुले हैं इसका मतलब Ia 0 है अर्थात Ia1 Ia2 Ia0 0 हैं यह समीकरण 42 है और यहां से आपको मतलब समीकरण 41 और 42 से सीक्वेंस नेटवर्क का समानांतर कनेक्शन का पता चलता है जैसा की चित्र 8 में दिखाया गया है इसका मतलब यह सभी समानांतर में जुड़े हैं तथा पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस धारा के योग 0 है क्योंकि कंडक्टर खुला है इसलिए फेज a के लिए हम F F1 लिख रहे हैं तो इस स्थिति में F F1 के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस सभी समानांतर है और यहां धारा Ia1 यहां धारा Ia2 और यहां धारा Ia0 है क्योंकि Ia 0 है और यह मिलन बिंदु है इसलिए Ia1 Ia2 Ia0 0 है और यह एक कंडक्टर खुला होने का सीक्वेंस नेटवर्क है तो चीजें काफी आसान है आपको यह सभी बाउंड्री कंडीशनओं को लिखना है और फिर उसके बाद गणितीय रूप से आप पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कनेक्शन की रचना कर सकते हैं अब एक और दो कंडक्टर खुला रहने पर मान लीजिए कि फेज b और फेज c दोनों खुले हैं इसका मतलब Ib 0 Ic 0 और यह Vaa1 0 है क्योंकि यहां कोई भी पथ टूटा हुआ नहीं है तथा यहां a a1 उभयनिष्ठ बिंदु है इसलिए Vaa1 0 और Ib 0 Ic 0 बाउंड्री कंडीशन है तो इस चित्र से हम लिख सकते हैं Vaa1 0 Ib 0 Ic 0 तो सिमिट्रिकल कंपोनेंट के पद में Vaa11 Vaa12 Vaa10 0 यह समीकरण 45 है और यह पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है और Ib Ic 0 है और इसी प्रकार से अगर आप सिमिट्रिकल कंपोनेंट जिसे मैं यहां नहीं लिख रहा लिखेंगे तब आपको Ia1 Ia2 Ia0 13Ia प्राप्त होगा इसका मतलब सीरीज कनेक्शन के बारे में बताता है क्योंकि Ia1 Ia2 Ia0 जब धारा समान होती है तब यह सीरीज कनेक्शन के बारे में बताता है यह आपका F1 F है मैंने आपको पहले भी बताया था की सीरीज कनेक्शन का मतलब यह पॉजिटिव सीक्वेंस से नेगेटिव और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तो यह आपका पॉजिटिव सीक्वेंस यह आपका नेगेटिव सीक्वेंस और यह आपका जीरो सीक्वेंस है इसलिए यह Ia2 Ia1 और Ia0 Ia1 है क्योंकि सभी धारा समान है यानी 13 Ia के बराबर है यह समीकरण 46 है तो यह वास्तव में दो कंडक्टर खुला होने पर का सीक्वेंस नेटवर्क है यद्यपि इनकी होने की संभावना काफी कम है फिर भी संपूर्णता के लिए मैंने इसे लिया है तथा एक साथ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के होने की संभावना काफी कम है मैंने एक उदाहरण लिया है यह उदाहरण मैंने पहले वाले सिमिट्रिकल कंपोनेंट से लिया है क्योंकि तब यह बहुत ही आसान हो जाएगा यह सिमिट्रिकल कंपोनेंट का उदाहरण 4 कि जैसा है जिसका विवरण यहां दिया हुआ है वही उदाहरण को लिया गया है यह सिमिट्रिकल कंपोनेंट का उदाहरण 4 कि जैसा है जिसका विवरण यहां दिया हुआ है वही उदाहरण को लिया गया है मैंने उसी आंकड़ा को लिया है ताकि यह समय की बचत कर सकें और यह समझने में भी मदद करेगा तो हमने वही प्रश्न और वही डायग्राम को लिया है तो उदाहरण 4 के लिए हमने सभी आंकड़ा को लिया है और इस बिंदु g पर एक फॉल्ट है जो सॉलिड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है सॉलि़ड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब फॉल्ट इंपीडेंस 0 है तो हमें यह पता करना है कि जेनरेटर के द्वारा कितनी धारा भेजी जा रही है तो सभी पैरामीटर समान है और अगर आप उस आंकड़ा को देखेंगे तो वहां मोटर टर्मिनल वोल्टेज 10 KV था अब मोटर में फॉल्ट हो चुका है और यहां सिमिट्रिकल कंपोनेंट के उदाहरण 4 के जैसा ही आंकड़ा दिया हुआ है अब अगर ऐसा हो और यहां पर फॉल्ट हुई हो इस बिंदु g पर तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा फिर कनेक्शन तो यह पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस डायग्राम है जिसे पहले भी दिखाया गया है तो यह आपका पॉजिटिव सीक्वेंस है और मैंने आपको पहले बताया है कि इसे वोल्टेज स्रोत के साथ कैसे बनाना है और यह सभी पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है नेगेटिव सीक्वेंस पैरामीटर समान है लेकिन यहां कोई वोल्टेज स्रोत नहीं है और सभी जीरो सीक्वेंस को दिखाया गया है और इसे कैसे ड्रॉ करना है इसे विस्तार में बताया गया था इसलिए समान नेटवर्क और समान डायग्राम अब यहां एक बिंदु है जहां पर फॉल्ट हुई है यह बिंदु मोटर के नजदीक है मतलब इस डायग्राम में बिंदु pq और g यहां है तो इस स्थिति में इस बिंदु g पर फॉल्ट हुई है यहां सॉलि़ड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुई है तो इस स्थिति में हम इसे कैसे जोड़ेंगे अब यह उदाहरण 4 का पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है यह संदर्भ बस है तो नेगेटिव सीक्वेंस के ग्राउंड को संदर्भ बस से जोड़ दें और यहां भी ग्राउंड से संदर्भ बस को जोड़ दें यह बिंदु g है जो संदर्भ बस में जाएगा तो यह बिंदु g है और यहां लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुई है तो यह बिंदु g है और यह बिंदु भी g है जिसे संदर्भ बस में जोड़ा जाएगा और जब आप इसे समीकरण के मदद से हल कर रहें होंगे 3 फेज फॉल्ट के लिए हमने फॉल्ट के पहले का वोल्टेज प्राप्त कर लिया है तथा इसके तुल्य थिवेनिन को प्रस्तुत किया है हमारा मकसद केवल Z bus के एल्गोरिथम को देखना है इस स्थिति में अगर आप उसे देखें तो आप को फॉल्ट के पहले का वोल्टेज पता करना है क्योंकि मोटर के तरफ फॉल्ट हुई है तो यह वोल्टेज 10 kv है अब प्रश्न यह है कि आप उस जीरो सीक्रेट नेटवर्क को देखें तो धारा मोटर के तरफ से बहेगी क्योंकि यहां दो मोटर है जिसमें एक अनग्राउंडेड है और यह Y कनेक्टेड है जिसको कुछ इंपीडेंस के माध्यम से ग्राउंड किया गया है यहां भी मैंने छोड़ दिया यह Y कनेक्टेड अनग्राउंडेड है तो यहां मतलब इस जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को संदर्भ बस से जोड़ा गया है लेकिन अगर आप जेनरेटर के तरफ देखेंगे तो आइसोलेशन के कारण Y ग्राउंडेड है लेकिन ∆ यहां है तो जेनरेटर के तरफ से कोई भी जीरो सीक्वेंस धारा नहीं आएगी इसका मतलब जब आप हल करेंगे तो जितनी भी जीरो सीक्वेंस धारा है वह हम मोटर के तरफ से आएगी क्योंकि आपने देखा कि इसे एक मार्ग मिल रहा है लेकिन इस तरफ यहां आइसोलेशन है इसलिए जेनरेटर के तरफ से कोई भी धारा नहीं बहेगी इसे आपको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को देख कर पता करना है इसका मतलब आप को थिवेनिन इक्विवेलेंट पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क से प्राप्त होता है तो मोटर की तरफ वोल्टेज 10 KV था फॉल्ट के पहले धारा को नजरअंदाज किया गया है तो हम कह सकते हैं Eg11 Em111 Em211 Vf0 1011 0909 puलेकिन मोटर के तरफ का टर्मिनल वोल्टेज 10 KV है तथा हमने आधार वोल्टेज 11 लिया है इसलिए 00909 Vf0 वोल्टेज है अब यह दोनों का योग है तथा इस समानांतर 0345j और 069 j का तुल्य j023 है और इस तरफ का बिंदु j020और j0491 को जोड़ कर उसका तुल्य निकालने पर आप को Z1 j0172 pu और Z2 Z1 j0172 प्राप्त होगा तथा Z0 j3264 इन सभी पैरामीटर की गणना सिमिट्रिकल कंपोनेंट के उदाहरण 4 में की गई थी तो सभी पैरामीटर को हम ले रहे हैं और यह आपका थिवेनिन इक्विवेलेंट है अब इसका मतलब यह j3264 आएगा तो अगर आप उसे तुल्य परिपथ बनाएंगे तो यह Z2 Z1 आएगा तुल्य परिपथ यह होगा यह संदर्भ बस है यह j0172 है और यह j0172 है और यह j3264 है और Ia1 Ia2 Ia0 है तो इस स्थिति में Ia1 Vf0 Z1Z2Z0 प्राप्त होगा तो इन सबको यहां प्रति स्थापित करने पर Ia1 j0252 pu प्राप्त होगा तथा Ia1 Ia2 Ia0 सभी समान है मैंने यहां नहीं दिखाया है लेकिन यह Ia1यह Ia2 और यह Ia0 सीरीज में है इसका मतलब यह j0252 होगा तथा फॉल्ट धारा 3 Ia0 3 j 0252 होगी और अंततः यह j0756 आ रहा है तो इस तरह से आपको इसे हल करना है और जीरो सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस को समझ कर उसे लागू करना है और फिर आपको देखना है कि अन्य पैरामीटर की गणना कैसी की गई है तो इस तरह आप फॉल्ट धारा को प्राप्त करेंगे